Fundamentals of Electrical Engineering Prof Debapriya Das Department of Electrical Engineering Indian Institute of Technology Kharagpur Lecture 27 Capacitors Inductors Contd तो हम अगले पर आ गये है आशा है कि हम चीजों को सही से समझ पा रहे हैं और इन सभी बिंदुओं को सोचकर हम आपके लिए कई समस्याओं का समाधान कर रहे है ये सभी चीजें जो भी हैं इनको समझने में आपको बहुत मदद मिलेगी Refer slide time 0020 तो आगे हम इसका वोल्टेज पल्स लेगे जो इसके द्वारा दी गई तो यह दिया गया है कि vt 0 के लिए t 0 से कम है इसका मतलब है पल्स इतिहास और जब vt 2 t जो 0 से 2 सेकंड के बीच के समय के साथ रैखिक संबंध बनाएगा और हमारी दूसरी चीज दी जाती है कि vt 4 e घात t 2 जब t 2 से बड़ा हो और दूसरा इसी राह में स्लाइड का समय हो सकता है जब t 2 से अधिक हो तो इस तरह यहां 10 माइक्रोफ़ारड कैपेसिटर पर किस स्लाइड टाइम कॉल को किस स्लाइड टाइम कॉल पर लागू किया जाता है हमारा मतलब है कि इस तरह की वोल्टेज इस समय अवधि के लिए 10 माइक्रोफ़ारड कैपेसिटर पर लागू होती है वे संधारित्र के माध्यम से वोल्टेज को पार और वर्तमान में स्केच करते हैं इसका मतलब है कि स्लाइड टाइम को कैपेसिटर के पार वोल्टेज को स्केच करना होगा जैसे ही करंट कैपेसिटर से होकर गुजरेगा इस स्लाइड टाइम को स्केच करना होगा अब यह वोल्टेज दिया गया है तो यह वोल्टेज स्लाइड समय आसानी से स्लाइड समय से स्केच कर सकता है 0 से अनंत तक स्केच कर सकता है क्योंकि t 2 से अधिक है इसका मतलब है कि 2 t0 2 के बीच यहाँ किस स्लाइड समय को 2 0 2 से 2 कहा जाता है और फिर 0 से 2 के लिए अनंत तक की यह घातीय चीज़ जब बाद में स्लाइड समय को देखा जाएगा तो पहले से हम इसे स्पष्ट कर दे यानी 10 माइक्रोफ़ारड कैपेसिटर C मान 10 माइक्रोफ़ारड दिया गया है अब i C dvdt तो t के लिए 0 से कम तो यह दिया गया है vt t के लिए 0 से कम है वह है पल्स इतिहास तो i 0 तो पहले हम इसे स्पष्ट कर दे कि 10 माइक्रोफ़ारड कैपेसिटर C का मान 10 माइक्रोफ़ारड दिया गया है i C dvdt तो t के लिए 0 से कम तो यह दिया जाता है vt t के लिए ० से कम है जो कि पल्स हिस्ट्री है refer slide Time 0207 अब अगला एक यह है कि 0 और 2 के बीच में यानी C 1010 की शक्ति से 6 माइक्रोफ़ारड दिया जाता है और यह हमारा vt है कि यहाँ vt 2 t इसका मतलब है हमारा dvt भागित dt 2 और वह 2 यहां है 2 यहां है C dvdt यह 2 है इसलिए इसका मतलब है और C वास्तव में 10 माइक्रो फैराड है इसलिए 10 10 की पॉवर - 6 है हमारा फैराड यदि स्लाइड का समय गुणा करें तो यह 20 माइक्रो एम्पीयर होगा हमारी स्लाइड क्या कॉल करेगी समय को जब अंतराल 0 और 2 के बीच में करंट होगा यह vt दिया गया है यह व्यंजक 4 e को घात t 2स्लाइड टाइम लेगा जो इस एक के व्युत्पन्न को लेंगा तो अगर स्लाइड समय इस एक के व्युत्पन्न को लें यह बन जाएगा 4 e से पावर - t 2 और C है 10 10 से पावर 6 तो और 40 से पावर - t 2 माइक्रोएम्पियर t के लिए 2 से बड़ा तो यह इस तरह स्लाइड के समय कि गणना सभी दिए गए हैं बस व्युत्पन्न लें अब सवाल यह है कि वोल्टेज प्लॉट यह हमारे बीच में है हमारे किस स्लाइड समय के कॉल पे v 2 t सिर्फ एक मिनट हमे थोड़ा ऊपर जाने दे तो अगर इस vt को थोड़ा ऊपर उठाएं तो यहाँ यह हमारा vt है वास्तव में यह 2 होगा 2 कहीं होगा RefeR slide Time 0350 तो यह vt 2 t है और अब अगला किस स्लाइड के समय कॉल पे तथा 2 से यह 0 और 2 के बीच में है और जब t 2 से अधिक है हमारा vt दिया गया था तो 4 e पावर - t 2 को दिया गया था और यह है हमारे पास उस vt का प्लॉट जो पहली समस्या में दिया गया है तो यह vt का है यह t दूसरा है तो यह vt है और इसी तरह अगर स्लाइड टाइम प्लॉट इसे i के लिए हमारे t से कम 0 है तो यह 0 है अन्यथा 0 से 2 के बीच में यह 20 माइक्रो एम्पीयर है और यदि यह t से अधिक है तो 2 से अधिक होगा Refer slide time 0448 तो यह है 40 कि घात t - 2 अब जब t 2 हो तो मान लीजिए जब t 2 सेकंड तो यह हमारा t बराबर होगा 2 यह होगा - 40 क्योंकि e कि घात 0 हो जाएगा जब स्लाइड टाइम दिया जायेगा 2 यह होगा t २ पर 40 माइक्रोएम्पियर Refer slide time 0527 इसलिए इसका मतलब है पहले एक अगर स्लाइड बार देखें कि वह 20 माइक्रोएम्पियर है तो यह मूल रूप से हमारा स्थिरांक है तो 0 से 2 के बीच में हमे थोड़ा ऊपर जाने दें तो यह हमारा 0 से 2 है जो कि 20 माइक्रोएम्पियर है अब प्लॉट पूरा नहीं हुआ यह है - 10 20 फिर - 30 फिर कहीं - 40 और यह L से शुरू होता है - 40 कहीं और फिर यह इस तरह बढता जाएगा तो यह वह है जो दिए गए समय स्लाइड कि विधुत धारा तो इस समीकरण से यह समीकरण इस समीकरण से इस समीकरण से यह प्लॉट है तो यह आशा है कि दिए गए समय स्लाइड पे इसे आप समझ गये होगे Refer slide time 0615 अगला एक श्रृंखला और समानांतर कैपेसिटर है तो चित्र 11 दिखाता है कि n संख्या में श्रृंखला में जुड़े हुए कैपेसिटर को मान लीजिए दिए गए स्लाइड समय में यह संख्या स्लाइड समय में होगा जिसमें कैपेसिटर की संख्या है और प्रत्येक संधारित्र में वोल्टेज है v1 v2 v3 से vn कुछ kth संधारित्र के बीच में है हमारा मतलब है कि कुछ स्लाइड समय के साथ v1 v2 v1 इस तरह कहीं कुछ kth कैपेसिटर भी है और वोल्टेज बेयरिंग vk है अतः n अंतिम है हमारा मतलब है कि हमारा यह 1 2 फिर 3 kth कैपेसिटर तक nth है तो कहीं kth संधारित्र है तो इसे स्पष्ट कर दे तो ये सभी कैपेसिटर श्रृंखला में हैं तो अब और कुल वोल्टेज v है तो उसमें से एक बात हम हमारे लिए लिखते है इसके लिए एक बात यह है कि v v1 v2 vk यह किस टाइम स्लाइड पे कॉल करेगा जिससे वोल्टेज vt यह आपूर्ति वोल्टेज v है Refer slide time 0712 Refer slide time 0740 अब हम इसे सपष्ट कर दे तो अब अगर स्लाइड टाइम यहां एक बनाना चाहते हैं तो किस स्लाइड टाइम कॉल पर होगा कि यह सब समतुल्य सर्किट है इसलिए इस कैपेसिटर पर जो भी वोल्टेज लगाया जाता है वह Ceq कहलायेगा और ये सभी और ये सभी वोल्टेज ये सभी वोल्टेज v हैं धारा प्रवाहित होना स्वाभाविक रूप से वोल्टेज है इस पर भी v होगा और यह संधारित्र Ceq समतुल्य सर्किट है तोइसे स्पष्ट कर दे Refer slide time 0806 तो यह श्रृंखला संधारित्र के श्रृंखला कनेक्टर समकक्ष सर्किट है यह समकक्ष सर्किट है और यह Ceq है अत v it पुरानी स्लाइड समय v1 v2 को vn तक स्लाइड करें अब kth कैपेसिटर के लिए वोल्टेज v 1c t0 से t it dt तक पता है कि यह पता है कि इससे पहले इसका अध्ययन किया गया है तो यह kth कैपेसिटर vk को v लिखने के बजाय और kth कैपेसिटर का मान Ck 1Ck समय t0 से t dtvk t0 है इस वोल्टेज में कैपेसिटर के पार वोल्टेज 0 था इसलिए इसलिए vk अंनत 0 था केवल vk t0 यहाँ रखा गया है तो यह समीकरण 13 है तो यह vk के लिए है इसका मतलब है v1 1C1 t0 से t i इसे व्हाट्सस्लाइड टाइमकॉल dt v1 t0 इसी तरह v2 1C2 फिर t0 हमारा t it0 से t it dt फिर v2 t0 इस तरह से क्योंकि सभी कैपेसिटर श्रृंखला में हैं Refe Rslide Time 0919 तो हम इसे स्पष्ट कर दे इसलिए इसे लिख सकते है v 1C1 t0 से t it dt v1 t0 यह कैपेसिटर 1 के लिए है इसी प्रकार संधारित्र 2 के लिए यह 1C2 t0 से t it dt v2 t0 है तो इसी तरह तक nth कैपेसिटर के लिए यह n 1CN t0 t it dt t n t0 है अब हमारा यह स्लाइड टाइम एक टर्मस्लाइड है टाइम के बाद स्लाइड टाइम लेगा 1C1 लिख सकते है सभी इसके लिए सभी टर्म t0 एकत्र कर सकते हैं इसलिए 1C1 1C2 से यहाँ 1CN t0 to t it dt v1 t0 v2 t0 यहाँ तक vn t0 Refer slide time 1003 हम इसे लिख सकते हैं एसे या स्लाइड टाइम लिख सकते हैं 1Ceq लिख सकते हैं इसका मतलब है Ceq समतुल्य t0 से t it dt vt0 यह समीकरण 14 है अब vt0 v1 t0 v2 t0 vn t0 जो कुछ भी है क्योंकि सर्किट इस तरह है यह सर्किट है t t0 पर प्रारंभिक यह v1 t0 v2 t0 v1 t0 है और इसका अर्थ है vt0 यहाँ v1 t0 v2 t0 योग होगा तो यहाँ यह हमारा है जो हमारा है vt0 ये सभी चीजें इसलिए यदि स्लाइड समय इस समीकरण 14 की तुलना इस समीकरण के साथ समीकरण के साथ हो तो इसका मतलब है 1Ceq 1C1 1C2 तक 1CN जो कि पारस्परिक का कुल योग है यह समानांतर में इस प्रतिरोध जैसा कुछ है तो एक ही बात लेकिन संधारित्र जब संधारित्र श्रृंखला में होगा तो गणना समयबद्ध समानांतर अवरोधक हमारे संयोजन को बनाएगी जब स्लाइड समय तुल्यता प्रतिरोध का पता लगाने की कोशिश कर रहा है समानांतर अवरोधक संधारित्र का श्रृंखला कनेक्शन यह सिर्फ हमारे व्हाट्स स्लाइड टाइम कॉल के ठीक विपरीत है हाँ विपरीत समानांतर के प्रतिरोधों के लिए कि यहाँ क्या स्लाइड टाइमकॉल करेगा स्लाइड टाइम गणितीय रूप से प्राप्त करें तो यह श्रृंखला संधारित्र के लिए तुल्यता सर्किट देता है ध्यान दें कि श्रृंखला में कैपेसिटर समानांतर में प्रतिरोध के समान तरीके से संयोजित होते हैं संधारित्र के समानांतर में समान प्रतिरोध वापस आ सकता है जब वे श्रृंखला में होते हैं तो उसी तरह गणना करते हैं इसका मतलब है कि यहां स्लाइड टाइम यहां कैपेसिटर है यहां स्लाइड टाइम कॉल कर स्लाइड टाइम में कैपेसिटर C1 C2 C3 फिर CN है और यह Cequivalent है Refer slide time 1148 इसलिए 1Ceq जब कैपेसिटर श्रृंखला में होते हैं तो यह 1C1 1C2 1C3 1CN होता है हमारा मतलब है कि यह वही गणना है जिस तरह से समानांतर में गणना की जाती है संधारित्र भी स्लाइड समय की गणना उसी तरह की जाती है जब वे श्रृंखला में होते हैं तो यह है और यह संधारित्र हमारा Ceq और 1Ceq एक यह है तो हम इसे स्पष्ट कर दे तोयह बनाया गया है तो इससे पता चल सकता है कि क्या स्लाइड का समय C1 C2 C3 को पता है और सभी स्लाइड समय Ceq की गणना कर सकते हैं Refer slide time 1238 तो यह है क्या स्लाइड R5 सीरीज कनेक्शन में देगा Refer slide time 1242 अब यदि कैपेसिटर समानांतर में जुड़े हुए हैं तो यह हमारा स्लाइड के द्वारा दिया गया समय होगा जब वे समानांतर में जुड़े होंगे यह उसी तरह होगा जब स्लाइड टाइम श्रृंखला में प्रतिरोधों की गणना करता है इस मामले में वर्तमान स्रोत लिया जाता है और केवल विश्लेषण के लिए और C1 C2 तक CN कैपेसिटर समानांतर और वोल्टेज v में होते हैं इसलिए वे सभी समानांतर में हैं तो वोल्ट C1 C2 C3 पर स्लाइड टाइम कॉल यह वोल्टेज v दिया जाता है क्योंकि सभी समानांतर में हैं इसलिए इसका मतलब है वोल्टेज समान रहता है और यह Ceq समतुल्य समानांतर कनेक्शन है इसलिए यदि गणना के लिए स्लाइड का समय जाए यदि स्लाइड का समय है कि i यह धारा i i i1 i2 से iN तक होगी Refer slide time 1326 तो यह वर्तमान i i1 i2 i3 से iN तक और i1 C1 dvdt क्योंकि C2 समानांतर में वोल्टेज नीचे है तो वोल्टेज v समान होगा क्योंकि सभी संधारित्र है तो इसीलिए यह C1 dvdt C2 dvdt से CN dvdt तक या स्लाइड टाइम लेगा Refer slide time 1347 हम इसे C1 C2 को CN dvdt या i Ceq dvdt तक लिख सकते है इसका अर्थ है Ceq Ceq C1 C2 तक CN इसे जोड़ देता है इसका मतलब है कि जब प्रतिरोधक श्रृंखला में होते हैं तो r 1 r 2 से r n तक का योग होता है जब कैपेसिटर उस समय समानांतर में होते हैं तो उनका मूल्य उस चीज़ का योग होगा बस हमारा स्लाइड टाइम कॉल यह एक तरह से है जब स्लाइड टाइम श्रृंखला में प्रतिरोध जोड़ता है उस स्थिति में कैपेसिटर समानांतर स्लाइड समय में होते हैं बस उन्हें जोड़ना होता है Refer slide time 1440 तो ध्यान दें कि कैपेसिटर समानांतर में श्रृंखला में प्रतिरोधी के समान संयोजन करते हैं तो पर और यह यहाँ है स्लाइड टाइम कॉल यह समतुल्य सर्किट है और Ceq C1 C2C3 से CN तक इसलिए यदि स्लाइड समय इस उदाहरण को लेता है तो सर्किट के टर्मिनल 1 और 2 के बीच देखे गए कैपिसिटेन्स के बराबर है जिसका पता लगाएं स्लाइड समय के बराबर संधारित्र भार का पता लगाना है यहां यदि स्लाइड टाइम सर्किट में देखें कि 5 माइक्रोफ़ारड और 20 माइक्रोफ़ारड श्रृंखला में हैं इसका मतलब है कि स्लाइड टाइम को इस तरह टाइम स्लाइड की तरह संयोजित करना होगा जब प्रतिरोधक समानांतर में हों तो यह बराबर होगा 5 20 को 520 से विभाजित किया जाएगा क्योंकि ये 2 श्रृंखला माइक्रोफ़ारड में हैं तो यह मूल रूप से हमारा होगा यह 25 और 100 है तो यह 4 माइक्रोफ़ारड बन जाएगा तो समतुल्य 4 माइक्रोफ़ारड होगा इसलिए क्या होगा कि उनके समतुल्य 4 माइक्रोफ़ारड हैं इसका मतलब है यह 4 माइक्रोफ़ारड फिर 6 माइक्रोफ़ारड और 20 माइक्रोफ़ारड समानांतर में हैं समानांतर का अर्थ है केवल एक संयोजन तो यह इस 4 माइक्रो फैराड के बराबर है तो इसका समानांतर मतलब यह एक संयोजन है तो यह is 4 6 20 माइक्रोफ़ारड है जो आपका 30 माइक्रोफ़ारड है और बस अगर इसे स्लाइड करने का समय है तो यह इस तरह होगा इसलिए और इसके साथ ही यह 60 और 30 फिर से यहाँ हैं व्हाट्स्लाइड टाइमकॉल हमारा यह व्हाट्स्लाइड टाइमकॉल श्रृंखला में है तो उस समय के समय को समानांतर संयोजन की तरह जाना होगा तो यह 30 माइक्रो फैराड होगा और फिर 60 और 30 देखेंगे यदि स्लाइड समय ने इसे जोड़ दिया है क्योंकि वे समानांतर में हैं इसलिए वे श्रृंखला में हैं तो उस समय यह 6030 बटा 6030 यानी 90 होगा इसका मतलब है यह हमारे 20 माइक्रोफ़ारड के बराबर 20 माइक्रोफ़ारड होगा जो कि Ceq होगा यही उत्तर होगा Refer slide time 1635 तो समाधान वहाँ बाद में है तो अगर स्लाइड टाइम लुक यह 20 और 5 समानांतर श्रृंखला में हैं तो यह 4 माइक्रोफ़ारड होगा अब 4 माइक्रोफ़ारड 6 माइक्रोफ़ारड के समानांतर है और 20 माइक्रोफ़ारड संधारित्र सभी यहाँ लिखे गए हैं और उनका संयोजन 30 माइक्रोफ़ारडस्लाइड समय होगा उन्हें जोड़ें अब 60 माइक्रोफ़ारड संधारित्र के साथ श्रृंखला में 30 माइक्रोफ़ारड संधारित्र Refer slide time 1654 इसलिए स्लाइड टाइम को फिर से सीरीज़ करना है इसका मतलब है कि यह समानांतर में हमें खोजन होगा जो तुल्यता की तरह है उसी तरह के लिए R सीरीज़ एक स्लाइड टाइम को कैपेसिटर के लिए बनाना है तो 30 60 गुणा 3060 तो यह 20 माइक्रोफ़ारड होगा Refer slide time 1719 अगला एक और उदाहरण है तो यह उत्तर है एक और उदाहरण चित्र 14 में दिखाए गए सर्किट के लिए प्रत्येक संधारित्र में वोल्टेज निर्धारित करता है तो यह एक सर्किट है जिसे 300 वोल्ट दिया जाता है यह v1 v2 है यह वोल्टेज v1 और v 4 है सभी कैपेसिटर मान को 20 माइक्रोफ़ारड 30 माइक्रोफ़ारड 40 माइक्रोफ़ारड दिया जाता है और फिर यहाँ यह 20 माइक्रोफ़ारड एक लूप में है यह 20 और 40 वे समानांतर में हैं तो वह 40 और 20 माइक्रोफ़ारड समानांतर में कब होंगे तो व्हाट्स स्लाइड टाइम स्लाइड टाइमउन्हें 40 20 तक जोड़ें इसलिए 60 माइक्रोफ़ारड यहाँ मिलेगा फिर 60 30 और 20 श्रृंखला में हैं पहले ये समानांतर और स्लाइड समय हैं 40 20 60 माइक्रोफ़ारड और फिर 60 30 और 20 वे श्रृंखला में हैं इसका मतलब है स्लाइड को समय के समकक्ष पता लगाना Refer slide time 1756 वह Ceq 1C1 1C2 1C3 के बराबर होगा जो एक पॉवर के बराबर होगा 1 जो कि स्लाइड टाइम 10 माइक्रो फैराड देगा क्योंकि यहां यह 2 समानांतर में हैं तो उनका समकक्ष 4020 60 माइक्रोफ़ारड है अब 20 30 और 60 स्लाइड टाइम यहाँ व्हाट्सस्लाइड टाइमकॉल वे श्रृंखला में हैं इसका मतलब है 1Ceq बताता हैं 120 130 हमारा 160 इसका मतलब है Ceq 120 आशा है कि यह स्लाइड समय के लिए पठनीय हैमैं सर्किट पर ड्राइंग कर रहे है 160 शक्ति के लिए 1 बस उसी का पारस्परिक है इसलिए 1 दिया गया है तो हम इसे स्पष्ट कर दे तो यही कारण है कि स्लाइड का समय 10 माइक्रोफ़ारड पर कॉल करने के लिए अपना व्हाट्स्लाइड समय प्राप्त करें अब कुल आवेश q Ceq v है क्योंकि यह Ceq है और कुल आवेश q Ceq v होगा v को 300 वोल्ट दिया गया है और यह 10 माइक्रोफ़ारड है तो 10 10 की पॉवर - 6 फैराड 300 कूलम्ब तो 3 10 2 पॉवर 3 कूलम्ब यानी q कुल चार्ज होगा Refer slide time 1916 अब यह वास्तव में यह होगा कि यह 20 माइक्रोफ़ारड और 30 माइक्रोफ़ारड कैपेसिटर पर चार्ज है क्योंकि वे 300 वोल्टेज स्रोत के साथ श्रृंखला में हैं तो यह कुल चार्ज q हमे इसे स्पष्ट करने दें तो 20 माइक्रोफ़ारड और 30 माइक्रोफ़ारड कैपेसिटर श्रृंखला में हैं अगर स्लाइड टाइम को देखे जो 20 और 30 माइक्रोफ़ारड कैपेसिटर श्रृंखला में हैं असल में जो कुछ भी पता चला है वह मूल रूप से समकक्ष संधारित्र से है जो कुल चार्ज है लेकिन श्रृंखला में 20 और 30 माइक्रोफ़ारड कैपेसिटर स्लाइड टाइम में हैं इसलिए यह है हमारा व्हाटस्लाइड टाइम कॉल यह 20 पर चार्ज है और यह वास्तव में यह चार्ज होगा और 20 माइक्रोफ़ारड और 30 माइक्रोफ़ारड कैपेसिटर है क्योंकि वे 300 वोल्ट स्रोत q cv के साथ श्रृंखला में हैं सूत्र से तो v1 qC1 होगा तो q 1 qस्लाइड समय को यह मिल गया है तो यह 150 वोल्ट है और v2 qC2 होगा तो यह 100 वोल्ट होगा तो स्लाइड टाइम को v1 और v2 मिला है जो क्रमशः 150 और 100 वोल्ट है आसानी से v1 और v 4 को स्लाइड टाइम का उपयोग करके KVL भी लागू कर सकते हैं तो ध्यान दें कि KVL लागू करना तो अब यदि स्लाइड समय इस समीकरण में KVL लागू करें यदि स्लाइड समय इस समीकरण में KVL लागू करें तो इस सर्किट में क्षमा करें यदि स्लाइड समय KVL को इस तरह लागू करें और दक्षिणावर्त घूमेगा Refer slide time 2045 तो यह v1 v2 v1 300 0 होगा इसका मतलब है हमारा v1 300 v1 v2 यह v1 v2 है और यह 2 कैपेसिटर समानांतर में हैं इसका मतलब है v1 v 4 क्योंकि यह v ये 2 समानांतर में हैं Refer slide time 2123 तो उस गणना पर जाएं तो यह 300 होगा तो 50 यहाँ व्हाट स्लाइड टाइमकॉल होगा यह 50 वोल्ट v1 v1 C3 है और c4 समानांतर में समान वोल्टेज हैं तो v1 v 4 50 वोल्ट Refer slide time 2136 तो अगला t0 t 0 से पहले चित्र 15 में दिखाए गए सर्किट पर विचार करें कैपेसिटर C1 को वोल्टेज v1 100 वोल्ट से चार्ज किया जाता है और दूसरे कैपेसिटर का कोई चार्ज नहीं होता है जो कि v2 0 है जो कि अपरिवर्तित है t 0 पर स्विच बंद हो जाता है स्विच बंद होने से पहले और बाद में दोनों कैपेसिटर द्वारा संग्रहीत कुल ऊर्जा की गणना करें Refer slide time 2210 तो यह वह आरेख है जो बताता है कि स्विच को बंद करने से पहले यह वोल्टेज v1 यहां व्हाट्स स्लाइड टाइम कॉल 100 वोल्ट और v2 0 वोल्ट कैपेसिटर था यह एक अपरिवर्तित है स्विच को बंद करने से पहले और स्लाइड समय की गणना करना है पहले कुल ऊर्जा है और स्विच को बंद करने के बाद कुल क्या है यहाँ कुछ मज़ेदार बात देखेंगे तो सवाल यह है कि स्लाइड समय से पहले यह स्लाइड समय है इस 1 माइक्रोफ़ारड को क्या कहें दोनों 1 माइक्रोफ़ारड हैं लेकिन यहाँ v1 वोल्टेज दिया गया है स्विच बंद होने से पहले यह 100 वोल्ट है लेकिन यहाँ v2 0 है तो इसके लिए यह आधा होगा C1 v1 2 जो कि आधा 10 की शक्ति 6 100 2 है क्योंकि v1 100 दिया गया है और यहाँ यह 100 वोल्ट दिया गया है कि v1 और यहाँ यह 0 है इसलिए इससे पहले हमे इस पर अपनी पकड़ बनाए रखना है Refer slide time 2309 तो इससे पहले आपका प्रारंभिक संग्रहित ऊर्जा और स्विच को बंद करने से पहले आधा C1 v1 2 तो यह 5 10 की पॉवर पर आ रहा है 3 जूल और दूसरा केस वोल्टेज v2 0 था तो आधा C2 v22 0 तो सीधे इसे लिख रहे हैं इसलिए 0 है कुल ऊर्जा w w 1 w 2 जो कि 5 10 कि घात 3 जूल है यह एक मान है Refer slide time 2337 अब यहाँ अब वोल्टेज खोजने की बात है अब स्विच बंद होने के बाद वोल्टेज और संग्रहीत ऊर्जा को खोजने के लिए इस तथ्य का उपयोग करें कि स्विच बंद होने पर शीर्ष प्लेट पर कुल चार्ज नहीं बदल सकता है तथ्य का उपयोग करना है वास्तव में यह सच है क्योंकि परिपथ के ऊपरी भाग को छोड़ने के लिए आवेश के लिए कोई रास्ता नहीं है तो तथ्य यह है कि शीर्ष प्लेटों पर कुल चार्ज स्विच बंद होने पर आपका व्हाट्स स्लाइड टाइम कॉल नहीं बदल सकता है तो वास्तव में यह सच है क्योंकि सर्किट के ऊपरी हिस्से को छोड़ने के लिए चार्ज के लिए कोई रास्ता नहीं है अब t0 से पहले शीर्ष प्लेट C1 पर संग्रहीत चार्ज q 1 C1 v1 द्वारा दिया जाता है जो कि C1 1 माइक्रो फैराड है तो 1 10 कि पावर 6 100 यानी 100 माइक्रो कूलम्ब जो कि शीर्ष प्लेट C1 पर संग्रहीत चार्ज है Refer slide time 2447 तो मुझे इसे स्पष्ट करने दें और इसी तरह q 2 के लिए C2 पर चार्ज 0 C2 पर प्रारंभिक चार्ज वास्तव में 0 इसलिए हमे C2 0 प्रारंभिक चार्ज C2 पर नहीं लिखना चाहिए बेहतर होगा कि हम लिखे कि यह 0 के तो अन्यथा इसका अलग अर्थ होगा तो इसलिए q 2 0 इस प्रकार स्विच बंद होने के बाद समतुल्य केपिसिटेस पर चार्ज होता है जब स्विच बंद हो जाता है तो समतुल्य केपिसिटेस पर चार्ज होता है यह q 1 होगा यह q 1 q 2 होगा जो कि 100 माइक्रो कूलम्ब भी है Refer slide time 2532 तो इसका मतलब है कि यह 100 माइक्रो कूलम्ब है अब यह भी ध्यान दें कि स्विच बंद होने के बाद कैपेसिटर समानांतर में होते हैं यानी जब देखें कि सर्किट पर वापस जाएं तो स्विच बंद होने पर स्विच बंद होने पर कहें कि यह है Refer slide time 2557 जब स्विच बंद होता है तो यह C1 और C2 समानांतर में होते हैं इसका मतलब है a दोनों बराबर हैं इसका मतलब है यह C1C2 होगा यानी यह 2 माइक्रोफ़ारड बन जाएगा क्योंकि स्विच बंद होने पर दोनों समानांतर में होते हैं Refer slide time 2617 तो इस मामले में क्षमा करें मुझे इसे स्पष्ट करने दें तो यहाँ तो यह कैपेसिटर समानांतर में हैं एक समतुल्य केपेसिटेनस 2 माइक्रोफ़ारड है अब तुल्यता केपेसिटेनस में वोल्टेज अब v eq होगा q eqCeq तो v eq और यह 100 माइक्रो कूलम्ब और Ceq 2 माइक्रोफ़ारड तो यह मूल रूप से 100 बटा 2 है क्योंकि यदि माइक्रो कूलम्ब और यह माइक्रोफ़ारड है तो माइक्रो 10 कि पावर 6 कैंसिल अत यह 50 वोल्ट होगा अब सवाल यह है कि स्विच बंद होने के बाद v1 v2 v eq क्योंकि वे समानांतर में हैं तो दोनों वोल्टेज बराबर होंगे अब संग्रहीत ऊर्जा की गणना स्विच बंद करके करें Refer slide time 2657 अब स्विच बंद w 1 के रूप में आधा C1 v eq 2 होगा यह आधा 10 कि घात 6 1 10 कि घात 6 50 2 इसलिए 125 10 से घात 3 यानी जूल होगा इसी तरह w 2 आधा C2 v eq 2 आधा एक 1 10 कि घात 6 50 2 यानी 125 10 कि घात जूल तो 3 जूल अब कुल ऊर्जा w 1w 2 यह पॉवर के लिए 25 10 थी 3 जूल इसका मतलब है कि स्विच बंद होने से पहले यह पावर के लिए 5 10 था 3 जूल यानी जब स्विच बंद करने से पहले स्विच था लेकिन स्विच बंद करने के बाद यह 25 10 बिजली पर आ रहा है ३ जूल इसका मतलब है ऊर्जा संतुलन नहीं है इसका मतलब है कि कुछ 50 प्रतिशत ऊर्जा लुप्त है तो वह ऊर्जा कहां गई इसलिए हमने इस समस्या को ले लिया है कि वह ऊर्जा कहां गई है तो इसे सही ठहराने के लिए ऐसा करना होगा तो देखें कि स्विच बंद होने के बाद संग्रहीत ऊर्जा स्विच बंद होने से पहले उर्जा का आधा है तो लुप्त ऊर्जा का क्या होता है क्योंकि 50 प्रतिशत तक लुप्त है Refer slide time 2812 इस प्रश्न का उत्तर यह है कि यह समानांतर में अवशोषित नहीं होता है हमे बाहारी प्रतिरोध नहीं देगे यह हमारे बाहारी इन्डकटेंसेस में अवशोषित होता है यह बाहारी इन्डकटेंसेस है जिसका निर्माण करना असंभव है Refer slide time 2852 तो कुछ बाहारी प्रभाव हैं उदाहरण के लिए एक संधारित्र के अधिक पूर्ण सर्किट मॉडल में इस तरह दिखाया गया है यह हमारा C है लेकिन इसके साथ Rs Ls और Rp है क्योंकि फोइल्स स्लाइड टाइम का संचालन करने से हमे कुछ प्रतिरोध मिलेगा इसलिए यदि स्लाइड समय प्रतिरोध लेता है जो संधारित्र की प्लेट के संचालन के लिए Rs होगा और संधारित्र के माध्यम से बहने वाली धारा के रूप में कुछ चुंबकीय क्षेत्र होना चाहिए इस वजह से कुछ बाहारी इन्डकटेंसेस भी होगे हालांकि का मान Rs बहुत छोटा है और इस बीच कि कुछ भी नहीं कोई भी सामग्री एक शुद्ध इन्सुलेटर नहीं है कुछ चालन होगा तो समानांतर प्लेटों के बीच डाईइलेक्ट्रिक ले रहा है लेकिन कुछ चालन होगा क्योंकि कुछ Rp वहां होंगे कि Rp प्रतिरोध इस आरपी को ले ले तो यही कारण है कि वास्तव में यहाँ एक समानांतर प्लेट संधारित्र के लिए Ls और उपेक्षा Rs भी है नहीं तू इसकी कि 50 प्रतिशत ऊर्जा गायब हो गई है वास्तव में यह बाहारी इन्डकटेंसेस में है क्योंकि यह लुप्त मान है इसका मतलब है कुछ यहाँ से चला गया है इसका मतलब है कुछ को यहाँ संग्रहीत किया जाता है तो यह बाहारी इन्डकटेंसेस में होगा इसीलिए यह उदाहरण लिया गया है Refer slide time 3028 यह वास्तव में एक समानांतर संधारित्र का पूरा आरेख है लेकिन Rs Lsऔर Rp की उपेक्षा की जाएगी अब ये सभी g r जो कुछ भी ये सभी g r के बारे में बताते हैं तो हमने जो कुछ भी कहा वह ठीक है लेकिन स्लाइड टाइम बस इसके माध्यम से जाएगी इसलिए हम इसे थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे है Refer slide time 3035 तो Rs Ls Rp बाहरी तत्व हैं सर्किट मॉडल में बाहरी इन्डकटेंस में 50 प्रतिशत ऊर्जा गायब नहीं होती ना ही यह उदाहरण जानबूझकर हमने लिया है इसका पक्ष लेने से ऊर्जा चली गई है Refer slide time 3054 तो कोई दूसरा इस बात को लेगा निम्नलिखित समीकरण द्वारा वर्णित वोल्टेज पल्स 05 माइक्रोफ़ारड कैपेसिटर के टर्मिनलों पर प्रभावित होता है तो vt 0 वोल्ट है t के लिए वास्तव में यहां यह सिर्फ एक मिनट होगा यहाँ इसे बनना से t से कम होगा तो 0 से कम के लिए t के लिए 0 वोल्ट और 0 और 1 सेकंड के बीच में 40 वोल्ट और पावर के लिए 4 e t से 1 वोल्ट के बीच में 20 हमारा स्लाइड टाइम क्या होगा जो 1 और अन्नंत t 1 से अधिक के बीच कॉल करें Refer slide time 3149 तो इन सभी का पता लगाने के लिए संधारित्र की धारा कि शक्ति और ऊर्जा के लिए अभिव्यक्ति प्राप्त करें यह अब है a स्केच b समय के कार्य के रूप में ऊर्जा को स्केच करें c समय के अंतर के अंतराल को निर्दिष्ट करें जब ऊर्जा संधारित्र में संग्रहीत की जा रही हो Refer slide time 3213 0 से 1 pdt और 1 से अन्नंत pdt तक के समाकलनों का मूल्यांकन कीजिए और उनके महत्व पर टिप्पणी कीजिए Glossary शब्दकोष English Word Word Meaning Capacitor कैपेसिटर संधारित्र Current करंट विधुत धारा Resistance रेजिस्टेंस प्रतिरोधक Circuit सर्किट परिपथ Terminal टर्मिनल मार्ग Magnitudes मैग्निट्यूड परिमाण Path पाथ पथ Key point की पॉइंट मुख्य बिंदु